नमस्कार विद्यार्थियों तो पिछली कक्षा मे हमने समाकलन के पहले तीन विषयों के बारे में जाना तो वह मूल रूप से एक पार्टीशन और रीमन समाकल का विषय था समाकलन की माध्यमान प्रमेय की मूलभूत प्रमेय की तरह फिर हमने रिंडक्शन सूत्र देखा अलग अलग तरह के रिंडक्शन सूत्रों की व्युत्पत्ति देखी फिर हमने अनिश्चित समाकल और उनकी कन्वर्जंस के बारे में जाना और अंततः हमने बीटा और गामा फंक्शन और समाकल के चिन्ह अंदर डिफरेंटशिएशन को देखा

तो अगला विषय जो हमारे पास है वह है दोहरा समाकल समाकल के आर्डर में बदलाव और कुछ उसी तरह की चीजें तो आज हम दोहरे समाकल से शुरूआत करते हैं तो शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि दोहरा समाकल क्या होता है और हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं और कुछ उसी तरह की चीजें तो हम एक चर राशि वाला फंक्शन जानते हैं मान लीजिए लीजिए फंक्शन f जोकि एक बंद अंतराल 𝑎 𝑏 में परिभाषित और घिरे हुआ है फिर हमारा निश्चित समाकल इस प्रकार से दिया जाएगा ab 𝑓𝑥𝑑𝑥 इस तरह से हम निश्चित समाकल को परिभाषित करते हैं और यह असल मे हमें वक्र 𝑓𝑥 से घिरे हुए बिंदु a से b के बीच का क्षेत्र बताते हैं अब यहां पर एक रोचक बात की जा सकती है अगर फंक्शन दो चर राशि हो तो फिर क्या होगा तो अगर फंक्शनएक चर राशि की बजाय दो चर राशि का हो कहने के लिए fxy तो फिर फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी हम जानते हैं कि एक चर राशि वाले फंक्शन की सीमानिरंतरता अवकलनीयता और उसी समय हम उसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं दो हम अवकलन मे से जानते ही हैं कि दो चर राशि वाला फंक्शनके लिए भी हम सीमा निरंतरता आंशिक व्युत्पन्न जैसी चीजें पता कर सकते हैं तो दो चर राशि वाले फंक्शन के समाकलन के बारे में हम क्या कह सकते हैं और हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि यहां पर हमारे पास दो चर राशि है x औरy हमें इन दोनों चर राशियों के लिए अंतराल पता करना होगा मेरा मतलब हैअगर हमारे पास दो चर राशि है तुम्हारे पास दो अंतराल भी होने चाहिए जहां पर यह दोनों चर राशि असल में मौजूद होंगी तो मान लीजिए x और y तो मैं यहां पर इसकी औपचारिक परिभाषा बताने जा रहे हैं मान लीजिए 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 और 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑 ऐसा है कि यह आयत R कुछ इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है 𝑎 𝑏 × 𝑐 𝑑 तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस x और y को चित्रित करें तो यहां पर हमारे पास बिंदु a होगा और यहां पर बिंदु b मान लीजिए हमारे पास बिंदु c है और यहां पर बिंदु d है तो यह मूल रूप से हमारा आयत R है और हम कह सकते हैं कि अगर f एक R पर घिरा हुआ फंक्शन है तो फिर हम दोहरे समाकल को ab cd𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 द्वारा दर्शा सकते हैं अब इस समाकल से तुम्हारा क्या अभिप्राय है मैं इसको अगले ही पलों में लिखने जा रही परंतु हमारे पास यहां पर समाकल की एक सीमा है a से b तक जो की चर राशि x के लिए है और समाकल की सीमा c से d चर राशि y के लिए है तो इन्हें आपस में उलझा आइएगा मत तो जब हम a से b तक लिख रहे है तो यह मूल रूप से x के लिए होगा और जब c से d तक लिख रहे हैं तो यह मूल रूप से चर राशि y के लिए होगा तो मैं इस दोहरे समाकल तारिक परिभाषा बताने जा रहे हैं और समय के लिए हम इस दोहरे समाकल को केवल आयत के ऊपर ही प्रदर्शित करेंगे तो आयत R के ऊपर दोहरा समाकल और हमारा R कुछ इस प्रकार है 𝑎 𝑏 × 𝑐 𝑑 तो यह काफी मिलता जुलता है तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से मान लीजिए f दो चर राशि वाला एक फंक्शन है बेशक दो चर राशि x और y आयत R के ऊपर कुछ इस तरह से दर्शाए जाएंगे 𝑎 𝑏 × 𝑐 𝑑 और मान लीजिए 𝑃1 चर राशि x के लिए अंतराल का विभाजन है

तो मान लीजिए 𝑃1और 𝑃2 𝑎 𝑏 और 𝑐 𝑑 के विभाजन है तो हम उसे क्या कर रहे हैं अगर हमारे पास यह अंतराल है मान लीजिए यह x है यह y है और यह मेरा abcd है तो हम यहां पर क्या कर रहे है हम यहां पर c और d का विभाजन कर रहे हैं तोabcd अब अगर मैं उसी शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो a b और c d जी हां तो ab और यह मेरा c d है तो यह c और यह d है तो अब हमारे पास क्या है इसका हम चर राशि x के लिए इन अंतरालओ की विभाजन ले रहे हैं तो𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥𝑛 की तरह और फिर हम राशि y का विभाजन ले रहे हैं अंतराल 𝑐 𝑑 के लिए जहां पर हमारे पास चर राशि y है तो हम 𝑦0 𝑦1 𝑦2 𝑦𝑛 𝑑 तक अब यह 𝑥0 से 𝑥1 तक यह एक बहुत ही छोटी सी आयत है परंतु यहां पर 𝑥0 से 𝑥1 तक और 𝑦0 से 𝑦1 तक एक छोटी आयत है फिर हमारे पास 𝑦1 से 𝑥1 से 𝑥2 तक और 𝑦1 से 𝑦2 तक एक और आयत होगी तो हम यहां पर एक आयत रखेंगे नहीं तो यह एक वर्ग होगा तो हमारे पास 𝑦1 𝑦2 𝑦3 से लेकर 𝑦𝑚 तक है तो इसका मतलब फिर हमारे पास चर राशि x के लिए n ऊप अंतराल होंगे और फिर हमारे पास चर राशि y के लिए m उप अंतराल होंगे तोइस तरह से हमारे पास m गुना n होगा तो यहां पर mn संख्या की आयत हैं तो यहां पर हमारे पास दो पार्टीशन होंगे फिर यह दो पार्टीशन आयत R को m गुना n उप आयत में विभाजन कर देंगे क्योंकि हमारे पास इस दिशा में n संख्या के अंतराल है और m संख्या के अंतराल इस दिशा में तो आयत की संख्या m गुना n उप आयत होगी और इस उप आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए यह हमारी आयत है मान लीजिए हम इसे ∆𝑅𝑖𝑗𝑥𝑖−1 𝑥𝑖 × 𝑦𝑗−1 𝑦𝑗 इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर 𝑖 12 𝑛 और 𝑗 123 𝑚 तो यह मूल रूप से हमारा R th आयत होगा अब हमने आयत की पार्टीशन को परिभाषित कर दिया है तो हम R के उप विभाजन को mn उप आयत मे P द्वारा दर्श आएंगे तो इसका अभी आए यहां पर P द्वारा दर्शाया जा सकता तो P एक तरह से आयत की पार्टीशन है तो एक चर राशि वाले फंक्शन के मामले में P हमारी पार्टीशन है जहां पर हमारे पास n1 बिंदु है और वह पार्टीशन P अंतरालो को n उप अंतरालओ में विभाजन कर देगी यहां अब इस मामले में दो चर राशि वाले फंक्शन की पार्टीशन P पूरी आयत R को mn उप आयत में बांट देगी और मान लीजिए 𝑀𝑖𝑗 और 𝑚𝑖𝑗 f की ∆𝑅𝑖𝑗 मे ऊपरी और निचली सीमाएं हैं तो फिर आप ऊपर समाकल लिखेंगे या 𝑈𝑃 𝑓 i1nj1m𝑀𝑖𝑗𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1𝑦𝑗 − 𝑦𝑗−1 और हमने 𝐿𝑃 𝑓 i1nj1m 𝑚𝑖𝑗𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1𝑦𝑗 − 𝑦𝑗−1 परिभाषित किया तो यह दोनों ऊपरी जोड़ समाकल और निचला जोड़ समाकल है तो अगर आपको एक चर राशि वाला फंक्शन याद है जहां पर हमने समाकल को परिभाषित किया था वहां पर हमने असल में इन सभी ऊपरी समाकल का इनफीमम लिया था तो इससे हमें समाकल मिला और फिर हमने सभी 𝐿𝑃 𝑓 का सुप्रीमम लिया और यह हमें असल में निचला समाकल देगा तो यहां पर हमारे पास उपरी जोड़ समाकल का इनफीमम यह सबसे बड़ी निचली सीमा है जिसे ऊपरी समाकल कहते हैं और यह इस समाकल द्वारा दर्शाया जाता है R 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 − 𝑅ab cd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑y तो हम उसे हमारा ऊपरी समाकल है इसी तरह से आप LPf का सुप्रीममम लेकर निचले समाकल को परिभाषित कर सकते हैं और इसे आयत R 𝑅−𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 की तरह दर्शाया जा सकता है या फिर एक समाकल द्वारा a bc d 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 लिखा जा सकता है और यह मूल रूप से हमारा निचला समाकल होगा और एक चर राशि वाले फंक्शन की तरह अगर हमारे पास यह है a bc d 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 ab cd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 और अगर यह बराबर है तो फिर हम कह सकते हैं f दोहरा समाकल आयत R के ऊपर मौजूद है और यह समाकल R𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 द्वारा दर्शाया जाता है या आप इसे समाकल ab cd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 की तरह भी लिख सकते हैं तो इस तरह से हम फंक्शन f के दोहरे समाकलन की औपचारिक परिभाषा लिख सकते हैं जो की आयत 𝑎 𝑏 × 𝑐 𝑑 द्वारा घिरा हुआ है तो यह इसे परिभाषित करने का एक अच्छा तरीका था परंतु अब यहां पर एक और प्रश्न भी है कि हम इस दोहरे समाकल वह कैसे ज्ञात करेंगे तो यह सिर्फ परिभाषा ही नहीं परंतु उसी समय पर हम इस दोहरे समाकल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं यह भी बताना होगा तो R के ऊपर दोहरे समाकल को कैसे ज्ञात किया जा सकता है तो अगर दोहरा समाकल abcd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 मौजूद है और समाकलनab𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥 भी मौजूद है प्रत्येक y के लिए अंतराल 𝑐 𝑑 में तो फिर समाकल ab cd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦cd ab 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 होगा इसका मतलब है कि अगर यह समाकल मौजूद है तो फिर इसका मतलब अगर प्रत्येक y के लिए x संदर्भ से इंटीग्रेशन मौजूद है तो फिर उस मामले में हम दोहरा समाकल ज्ञात कर सकते हैं तो सबसे पहले हम सिर्फ x के संदर्भ से समाकल को ज्ञात करेंगे जहां पर y को एक स्थिर की तरह लिया जा रहा है और इंटीग्रेशन के बाद हम x का मान भर देंगे और फिर हमें मूल रूप से सिर्फ y का फंक्शन प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद हम फंक्शन y के संदर्भ से इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि आपके पास बाकी की चीजें स्थिर की तरह है और फिर वह मूल रूप से आपके पास दोहरे समाकल का मूल्य होगा तो यहां पर हम सबसे पहले x के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे और फिर y के संदर्भ से बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए इसे बिंदु 1 तो बिल्कुल उसी तरह से अगर दोहरा समाकल है तो हमारी भाषा वही रहेगी तो अगर समाकल ab cd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 मौजूद है तो तोहरा समाकलन भी मौजूद होगा और समाकलनlcd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑦 x की 𝑎 𝑏 मे प्रत्येक मूल्य पर मौजूद होगा तो फिर हम समाकलlabcd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 ab cd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥 लिख सकते हैं तो इसका मतलब अगर यह दोहरा समाकल मौजूद है और अगर y के संदर्भ से इंटीग्रेशन भी मौजूद है जहां पर x को एक स्थाई की तरह किया जाएगा तो फिर हम इस दोहरे समाकल को इस तरीके से ज्ञात करने में सक्षम रहेंगे तो पहले हम y के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे x को स्थाई लेते हुए और फिर हम बाकी के नतीजे को x के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि फिर हमारे पास केवल x का फंक्शन शेष रहेगा तो या तो हम y के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे या हम x के संदर्भ से पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर वह भी चर राशि पीछे बचेगी उसके साथ और अगर यह दोहरा समाकल मौजूद होगा तो फिर यह दोनों दोहराए गए समाकल एक समान होंगे तो अगर दोहरा समाकल मौजूद है इसका मतलब इस तरफ इसका कोई मूल्य होगा तो फिर उस मामले में जो मूल्य इस तरह होगा वही मूल्य दूसरी तरफ से भी होना चाहिए इसका मतलब समाकल cd ab𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 abcd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥 है तो यह दो दोहराए गए समाकल बराबर होंगे अगर यह दोहरा समाकल मौजूद होगा इसका सबूत कुछ लंबा है और यह इस खंड के दायरे से भी बाहर है तो इस नतीजे के औपचारिक सबूत में जाने की बजाय हम इसको यहां से बाहर निकाल देंगे और इसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे जहां पर हम असल में इस नतीजे को लागू करने में सफल रहेंगे जहां पर हम दिए गए फंक्शन का दोहरा समाकल परिभाषित आयत पर ज्ञात कर सकते हैं तो आइए हम अपनी पहली उदाहरण से शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण तो समाकल को बाय कोण R पर ज्ञात आप केवल एक समाकल प्रतीक इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप R लिखेंगे तो फिर यह मूल रूप से दोहरा समाकल आयत R के ऊपर परिभाषित होगा तो हमें हर बार दोहरे समाकल में R लिखने की जरूरत नहीं है तो समाकलR 𝑥 2 2𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 तो इसका मतलब हमारा आयत कुछ इस तरह से दिखेगा 𝑅 01 × 02 तो कह सकते हैं कि यह हमारे समाकल की सीमा है तो वह हमारा आयत R है और यह वह जगह है जहां पर हमें इंटीग्रेशन करनी है तो आइए इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं R 𝑥 2 2𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 अब मैं R को इस तरह सेx01 y02𝑥 2 2𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 तो अब हम क्या कर सकते है हम सबसे पहले y के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहां पर यह बेशक एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है वहां पर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और यह निश्चित रूप से परिभाषित है और इस आयत R पर हुआ है तो यह दोहरा समाकल मौजूद है तो हम अब असल में दोहराया गया समाकल के गुण यह लिख सकते हैं तो सबसे पहले x को एक सथाई की तरह लेते हैं तो मैं y के संदर्भ से इंटीग्रेट करने जा रही हूं तो अगर हम y के संदर्भ से इंटीग्रेट करते हैं तो फिर यहx01 𝑥 2𝑦 𝑦 2 0 2𝑑𝑥 होगा क्योंकि यह 𝑦 2 2× 2 समाकल मूल्य 0 से 2 तक रद्द कर देगा और अगर हम मान भरते हैं हैं तो यह कुछ इस तरह से होगा01 2𝑥 2 4𝑑𝑥 और इसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यह इस तरह से होगा 2 3 𝑥 3 4𝑥0 1 और यह इस तरह से होगा 2 3 4 तो अंततः 143 तो अगर हम y के संदर्भ से इंटीग्रेट करते हैं तो पहले हम y के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे और फिर x के संदर्भ से और फिर हमारा जवाब 143होगा तो आइए देखते हैं कि अगर हम x के संदर्भ से इंटीग्रेट करे तो क्या होता है और फिर y के संदर्भ से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमारा निर्णय यह है कि अगर दोहरा समाकल मौजूद है तो फिर दोनों दोहराए गए समाकल बराबर होंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका दूसरा विकल्प है हमारा नतीजा यहां पर यह है तो मूल रूप से हमने अपना जवाब का लिया है और वह यह है कि हमें सिर्फ इसको सत्यापित कर लेना होगा के हमें एक जैसे नतीजे मिल रहे हैं तोइसका दूसरा विकल्प है कि हम यह भी कर सकते हैंx01 y02𝑥 2 2𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 तो अगर मैं यहां पर x के संदर्भ से इंटीग्रेट करती हूं तो मैं लिख सकती 0201𝑥 2 2𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 और अगर मैं x के संदर्भ से इंटीग्रेट कर सकती हूं तो फिर यह 02 𝑥 3 3 2𝑥𝑦01 होगा और फिर यह समाकल 02 13 2𝑦 𝑑𝑦 होगा और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूं तो फिर यह y3 𝑦 2 02 होगा तो यह 23 4 होगा इसका मतलब143 तो चाहे हम x के संदर्भ से इंटीग्रेट करें y स्थाई लेते हुए हमें एक जैसा नतीजा ही मिलेगा और यह मूल रूप से सो रहा है क्योंकि यह दोहरा समाकल इस आयत R पर मौजूद है कई बार आप केवल समाकल को देख कर ही बता सकते हैं कि यह समाकल दिए गए अंतराल में मौजूद होगा भी या नहीं तो हमारा पहला मापदंड है कि वह समाकलन दिए गए अंतराल में सीमाबद्ध होना चाहिए और फिर हम कम से कम उस समाकल की मौजूदगी की बात कर सकते हैं और इसके बाद यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा कि आप पहले x के संदर्भ से इंटीग्रेट कर रहे है y स्थाई लेते हुए और फिर y के संदर्भ से यहां पहले y के संदर्भ से इंटीग्रेट कर रहे हैं x स्थाई लेते हुए और फिर x के संदर्भ इंटीग्रेट कर रहे हैं अंत में दोनों दोहराए हुए समाकल आपको एक जैसा ही नतीजा देंगे और आपको दोनों को करने की जरूरत नहीं है आपको केवल एक दोहराए हुए समाकल को ही ज्ञात करने की जरूरत है और यह आपको मनचाहा नतीजा देगा तो हमें यहां पर इस खंड में दोहरा समाकल देखा और हमने उस पर कुछ उदाहरणों पर भी काम किया जहां पर हमने दर्शाया कि दोहरा समाकल बराबर होंगे अगर दोहरा समाकल मौजूद है अब यहां पर हम यहां पर समाप्त करेंगे और अगली कक्षा में हम कुछ और उदाहरणों को जारी रखेंगे धन्यवाद